इसलिए हम अलग अलग प्रोटोकॉल के बारे में अपनी चर्चा जारी रखते हैं जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के लिए उपयोग किए जाते हैं तो अगला प्रोटोकॉल जिसे हम कवर करने जा रहे हैं वह है सी ओ ए पी प्रोटोकॉल और इसका पूर्ण रूप है कन्स्ट्रैन्ड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यह प्रोटोकॉल विशेष रूप से वेब ट्रांसफर के लिए और वेब ट्रांसफर द्वारा उपयोग किया जाता है मेरा मतलब HTTP से बहुत मिलता जुलता है लेकिन कन्स्ट्रैन्ड नेटवर्क रिसोर्स नोड्स के साथ कन्स्ट्रैन्ड नेटवर्क के संदर्भ में वेब ट्रांसफर जो विभिन्न रिसोर्सेज के संबंध में सीमित हैं जैसे कि सीमित ऊर्जा या शक्तिआपूर्ति सीमित कम्प्यूटेशनल रिसोर्सेज सीमित कम्युनिकेशन रिसोर्सेज सीमित बैंडविड्थ एनवायरमेंट इत्यादि तो CoAP HTTP के समतुल्य है जिसका उपयोग IoT के संदर्भ में किया जा सकता है और दूसरी बात जो हमें समझनी है वह है CoAP एक सेशन लेयर प्रोटोकॉल है हालाँकि हम एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के रूप में भी योगदान कर सकते हैं इसलिए विशेष रूप से IoT में जब हम उदाहरण के लिए मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन से जुड़े विभिन्न एप्लीकेशन पर विचार करने के लिए ले जा रहे हैं जैसे स्मार्ट एनर्जी स्मार्ट एनवायरमेंट ऑटोमेशन और इस प्रकार के एप्लीकेशन में CoAP बहुत उपयोगी साबित होता है CoAP एक रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल पर आधारित है इसलिए मूल रूप से आप जानते हैं कि यह शीघ्र ही स्पष्ट हो जाएगा कि CoAP कैसे काम करता है तो इस बिंदु पर आपको यह समझना होगा कि दो एंडपॉइंट्स हैं सोर्स और डेस्टिनेशन और एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है और दूसरे छोर से वापस रिस्पांस प्राप्त होता है और इसका मतलब है डेस्टिनेशन तो इस तरह CoAP काम करता है तो यहां क्लाइंट सर्वर की तरह बातचीत चलती है तो एक ऐसा डाटाग्राम है जो एक एंडपॉइंट से दूसरे में भेजा जाता है और मूल रूप से यह एक असिंक्रोनोस कम्युनिकेशन है और यह ट्रांसपोर्टप्रोटोकॉल यू डी पी के शीर्ष पर भी काम करता है इसलिए मूल रूप से CoAP हमें यह ध्यान रखना होगा कि CoAP UDP के शीर्ष पर काम करता है तो यह विशेष प्रोटोकॉल IETF RESTful एनवायरमेंट वर्किंग ग्रुप पर आधारित है तो यहां रेस्टफुल आर्किटेक्चर है और इन लोगों को जो आर्किटेक्चर पोस्ट करना है उन्होंने CoAP प्रोटोकॉल का प्रस्ताव दिया है तो यह मूल रूप से HTTP लाइटवेट इक्विवेलेंट है और यह एक स्टैंडर्ड REST है तो चलिए पहले बाकी प्रोटोकॉल पर वापस चलते हैं तो REST HTTP क्लाइंट और सर्वर के बीच एक स्टैंडर्ड इंटरफ़ेस है लेकिन यह REST प्रोटोकॉल उपयोगी है जहाँ कोई संसाधन सीमा नहीं है क्योंकि आपको पता है कि यह काफी संसाधन भूखा प्रकार का प्रोटोकॉल है जो बहुत सारे संसाधनों का संचार करता है REST मूल रूप से IoT जैसे कंस्ट्रेंड एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है तो CoAP एक प्रोटोकॉल की तरह है जो बाकी आर्किटेक्चर और बाकी प्रोटोकॉल के लाइटवेट इक्विवेलेंट है और यह कम बिजली की कमी के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है तो यह इस तरह CoAP काम करता है इसलिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यह एक सेशन लेयर प्रोटोकॉल है या यहां तक कि हम इसे एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के रूप में भी सोच सकते हैं तो यह मूल रूप से ट्रांसपोर्ट लेयर के शीर्ष पर काम करता है तो सेशन लेयर या एप्लिकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर होती है और COAP के संदर्भ में जिस ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है वह है UDP तो लेयर में मूल रूप से दो मुख्य सब लेयर्स हैं एक मैसेजिंग सब लेयर है और दूसरा एक रिक्वेस्ट रिस्पांस सब लेयर है और मैं आपको शीघ्र ही चित्रमय रूप से दिखाऊंगा कि यह कैसा दिखता है इसलिए सारांश में वास्तव में उच्च स्तर पर हम कार्यक्षमता के लिए मैसेजिंग सब लेयर को रिस्पांसिबल मान सकते हैं जैसे कि रिलायबिलिटी और मैसेजेस का दोहराव जबकि रिक्वेस्ट रिस्पांस सब लेयर कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेदार है सटीक कम्युनिकेशन जो होने जा रहा है रिक्वेस्ट जो भेजी जा रही है और रिस्पांस जो प्राप्त हो रहा है तो ये दो मुख्य सब लेयर्स हैं जो CoAP प्रोटोकॉल या CoAP आर्किटेक्चर में विशेष रूप से हैं तो CoAP के लिए अलग मैसेजिंग मोड हैं एक कंफर्मेबल मोड है दूसरा नॉन कन्फर्मेबल मोड है तीसरा पिग्गीबैक मोड है और चौथा separateसेपरेट मोड है इसलिए जैसा कि मैं आपको लेयर्ड आर्किटेक्चर के संदर्भ में प्रोटोकॉल स्टैक में बता रहा था CoAP सेशन लेयर का एक प्रोटोकॉल है कुछ मामलों में हम सेशन लेयर से बचने की कोशिश करते हैं तो उस स्थिति में हम CoAP को एप्लीकेशन लेयर के साथ विलय करने के बारे में सोच सकते हैं लेकिन यदि सेशन लेयर काम में ली जाती है तो यह सेशन लेयर का एक प्रोटोकॉल है तो सेशन लेयर का मतलब है कि यह ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच में स्थित है इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर पर हमारे पास UDP प्रोटोकॉल है और एप्लीकेशन लेयर में अलग अलग एप्लिकेशन चल रहे हैं और CoAP मूल रूप से बीच में बैठता है इसलिए हमारे पास दो सब लेयर्स हैं एक रिक्वेस्ट रिस्पांस है और दूसरी मैसेज लेयर है मैसेज ज्यादातर साझा करने में विश्वसनीयता नेटवर्क की विश्वसनीयता संचार में विश्वसनीयता के बारे में चिंतित हैं जबकि रिक्वेस्ट रिस्पांस के मामले में एग्जैक्ट कम्युनिकेशन के साथ के रिक्वेस्ट भेजने और उसका रिस्पांस वापस प्राप्त करने पर ध्यान दिया जाता है तो यह वही है जिसका मैं पहले उल्लेख कर रहा था इसलिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के मैसेजेस हैं जो CoAP में उपयोग किए जाते हैं एक कंफर्मेबल मैसेज है दूसरा नॉन कन्फर्मेबल मैसेज है तीसरा पिग्गीबैक मैसेज है और चौथा separateसेपरेट मैसेज है इसलिए मूल रूप से जब हम CoAP कंफर्मेबल मैसेज को देखते हैं तो यह इसी तरह काम करता है इसलिए हमारे पास CoAP मूल रूप से क्लाइंट और सर्वर के बीच रिसोर्स कंस्ट्रेंट एनवायरमेंट में एक कनेक्शन है तो क्या होता है एक मैसेज भेजा जाता है और एक कंफर्मेबल मैसेज के मामले में एक एक्नॉलेजमेंट प्राप्त की जाती है तो यह मैसेज मूल रूप से आपको पता है कि इसे वापस एक एक्नॉलेजमेंट मिलती है तो यह एक कंफर्मेबल मैसेज है और फिर नॉन कन्फर्मेबल मैसेज के लिए सर्वर से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है और फिर हमारे पास पिग्गीबैक मैसेज है जो क्लाइंट सर्वर डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है जहां सर्वर सीधे मैसेज प्राप्त करने के बाद रिस्पांस भेजता है तो मूल रूप से आपको पता है कि एक्नॉलेजमेंट मैसेज के साथ क्या होता है डेटा भी भेजा जाता है पिग्गीबैक मैसेज के मामलों में भी रिस्पांस भेजा जाता है और सेपरेट मोड के मामले में इसका उपयोग तब किया जाता है जब सर्वर रिस्पांस एक्नॉलेजमेंट मैसेज से अलग आता है और मूल रूप से सर्वर को भेजे जाने में कुछ समय लग सकता है यह विशेष मैसेज आपको पता चल सकता है क्योंकि यह एक्नॉलेजमेंट अलग से आ रहा है हो सकता है कि आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाए और मैसेज वापस आने के बाद प्राप्त हो इसलिए HTTP कोड के समान मूल रूप से विभिन्न फंक्शनैलिटीज का उपयोग करता है जैसे कि गेट फंक्शनैलिटी गेट मैसेज पुट मैसेज पुश मैसेज डिलीट मैसेज आदि तो मूल रूप से प्राप्त कुछ डेटा की पुनर्प्राप्ति के लिए है पुट है तो आप कुछ डेटा या कुछ मैसेज रिपॉजिटरी में डालना चाहते हैं इसलिए उस स्थिति में सर्वर को पुश या पुट करें तो उस स्थिति में जो संदेश डाला जाता है उसका उपयोग किया जाता है और फिर हमारे पास उस पुश के लिए डिलीट का उपयोग किया जाता है और यह संदेश हटाने के उद्देश्य के लिए होता है इसलिए हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे कंफर्मेबल और नॉन कन्फर्मेबल मैसेज रिक्वेस्ट रिस्पांस कैसे होता है तो चलिए अब चित्र पर देखते हैं कि पिग्गीबैक मैसेज रिस्पॉन्स मॉडल कैसा दिखता है इसलिए यहां मूल रूप से जैसा कि हम देख सकते हैं कि पिछले दो मॉडलों के विपरीत पिग्गीबैक में पहले एक मैसेज भेजा गया है इसका मतलब है कंफर्मेबल और नॉन कन्फर्मेबल मॉडल बल्कि कंफर्मेबल मॉडल इसलिए हम डेटा को देख सकते हैं मूल रूप से एक्नॉलेजमेंट मैसेज के साथ पिग्गीबैक किया गया है तो यह है कि पिग्गीबैक मैसेज रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल फंक्शन है सेपरेट मैसेज हमारे पास एक मैसेज है जो भेजा जा रहा है और एक्नॉलेजमेंट प्राप्त की जा रही है और एक प्रतीक्षा अवधि है जिसके बाद डेटा को सर्वर से क्लाइंट को सेपरेटली भेजा जाता है और उसी के अनुसार क्लाइंट एक एक्नॉलेजमेंट वापस सर्वर को भेजता है तो यह है कि सेपरेट मैसेजेस इस तरह के दिखते हैं इसलिए एक पूरे के रूप में CoAP और इन विभिन्न प्रकार के मैसेज हैं वे एक साथ नेटवर्क के ओवरहेडऔर पार्सिंग कंपलेक्सिटी को इंड्यूस करने में मदद करते हैं इसलिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की खोज है जो CoAP द्वारा समर्थित हैं और हम उनके बारे में थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं लेकिन अब हम XMPPएक्स एम पी पी प्रोटोकॉल के साथ शुरू करते हैं चर्चा करने के लिए यह अगला प्रोटोकॉल है XMPP का पूर्ण रूप एक्स्टेंसिबल मैसेजिंग और प्रेजेंस प्रोटोकॉल है तो यह एक मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर है जो XMLएक्स एम एल पर आधारित है जबकि XML विशेष रूप से अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए उपयोग किया जाता है XMPP अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के वास्तविक समय के आदान प्रदान के लिए उपयोगी है और यह एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है तो XMPP एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यह एक डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल का उपयोग करता है जिसका अर्थ है कि कोई सर्वर नहीं है जो मैसेज ट्रांसफर में शामिल है और यह उन मैसेजेस की खोज के लिए सुविधाएं प्रदान करता है जो स्थानीय या वैश्विक स्तर पर नेटवर्क पर उपलब्ध हैं और इनकी उपलब्धता की जानकारी सेवाएं भी प्रदान करता है इसलिए जैसा कि हम अब मूल रूप से इसके बारे में सोच सकते हैं इसलिए यह क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरमेंट के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है जहां वर्चुअल मशीन नेटवर्क और फायरवॉल शामिल हैं और अन्यथा अल्टरनेटिव सर्विस डिस्कवरी और मैसेज बेस्ड सॉल्यूशन के लिए बाधाएं पेश करेंगे तो आप इसे इस तरह से जानते हैं कि XMPP की मदद से हम पिन प्रोटोकॉल को पसंद कर सकते हैं तो पिन के मामले में मूल रूप से जब हमारे पास फायरवॉल वगैरह की भागीदारी होती है तो पिन का उपयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता है तो इस विशेष XMPP के मामले में यह मूल रूप से इन सभी बाधाओं को दूर करता है सेवाओं की खोज करने के लिए ये बाधाएं और अगर यह स्थानीय स्तर पर सेवाओं की खोज है तो यह कोई समस्या नहीं है लेकिन अगर यह पार है नेटवर्क और बीच में एक फ़ायरवॉल है XMPP फिर भी काम कर सकता है तो XMPP प्रोटोकॉल के इन हाइलाइट्स में से कुछ यह डिसेंट्रलाइजेशन की अवधारणा पर आधारित है जहां कोई केंद्रीय सर्वर नहीं है और फिर आप जानते हैं कि हर कोई XMPP सर्वर को सैद्धांतिक रूप से चला सकता है और यह ओपन स्टैंडर्ड पर आधारित है तो रॉयल्टी या XMPP विनिर्देशों को लागू करने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं है अलग अलग सुरक्षा विशेषताएं जो मानक प्रमाणीकरण जैसे ऑथेंटिकेशन एन्क्रिप्शन वगैरह वगैरह को XMPP का उपयोग करके लागू किया जा सकता है और जब हम विभिन्न के बीच में इंट्रॉपरेबिलिटी विभिन्न डिवाइसेज विभिन्न प्रोटोकॉल्स आदि के संदर्भ में बात करते हैं तो XMPP फ्लैक्सिबिलिटी भी देती है इसलिए परिणामस्वरूप मैं आपको पारंपरिक पिन प्रोटोकॉल के साथ सादृश्य दे रहा था जो इंटरनेट के लिए उपयोग किया जाता है और यहां हम कुछ इसी तरह की समान कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप जानते हैं कि यह इस विशेष तरीके से थोड़ा अलग है इसलिए अब यह है कि यदि आप इस विशेष आकृति को देखते हैं जो हम देखते हैं वह XMPP की मदद से है तो न केवल अन्य सर्वरों के साथ संचार करना संभव है जैसे पारंपरिक इंटरनेट के मामले में बल्कि अन्य मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म जैसे ICQआई सी क्यू के साथ भी ए आई एम याहू इत्यादि तो यह भी संभव है इसलिए न केवल यह संभव है बल्कि इसके अलावा अन्य इंट्रानेट के साथ संवाद करना भी संभव है तो XMPP मूल रूप से ऐसा करने में मदद करता है कुछ कोर XMPP टेक्नोलॉजीज हैं एक वह कोर टेक्नोलॉजी है जो XML स्ट्रीमिंग के लिए कोर XMPP टेक्नोलॉजीज के बारे में जानकारी प्रदान करती है फिर हमारे पास जिंगल है जिसका उपयोग आवाज की मदद से मल्टीमीडिया सिग्नलिंग के लिए किया जाता है आप जानते हैं कि जहां भी मल्टीमीडिया रिसोर्सेज हैं जैसे आवाज वीडियो फ़ाइल ट्रांसफर वगैरह यह जिंगल मल्टी यूज़र चैट को सिग्नल करने में मदद कर सकता है यह एक फ्लैक्सिबल टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग मल्टी पार्टी कम्युनिकेशन के लिए किया जा सकता है पब सब पब्लिश सब्सक्राइबर है पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल मूल रूप से अलर्ट पब्लिश करता है यह पब सब मॉडल मूल रूप से अलर्ट और डेटा सिंडिकेशन और बी ओ एस एच तकनीक के लिए सूचित करता है इसका उपयोग HTTP के लिए किया जाता है जहां बाइंडिंग की आवश्यकता है वहां XMPP का उपयोग किया जा सकता है XMPP प्रोटोकॉल की विभिन्न कमजोरियां भी हैं यह QOS का सपोर्ट नहीं करता है टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन सपोर्ट नहीं करता आप जानते हैं कि उच्च नेटवर्क ओवरहेड्स XMPP के उपयोग में शामिल हैं तो यह टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन के लिए अच्छा नहीं है बाइनरी डेटा को ट्रांसलेट करने से पहले बेस 64 में एनकोड किया जाना चाहिए विभिन्न एप्लीकेशन XMPP यूज करती हैं जैसे कि पब्लिश सब्सक्राइब सिस्टम पब सब सिस्टम वॉइस के लिए सिग्नलिंग वीडियो फाइल ट्रांसफर गेमिंग एप्लीकेशन IoT एप्लीकेशन जैसे कि स्मार्ट ग्रिड सोशल नेटवर्किंग इत्यादि इसलिए इसके साथ हम दो ऑर्डर प्रोटोकॉल के अंत में आए हैं हमने दो ऑर्डर प्रोटोकॉल कि चर्चा की है तो XMPP एक प्रोटोकॉल है जो बहुत उपयोगी है तो हमने पहले सेशन लेयर प्रोटोकॉल के साथ CoAP प्रोटोकॉल के बारे में चर्चा की है जो समान प्रकार के प्लेटफॉर्म में उपयोग आ सकती है जहां क्लाइंट और सर्वर के बीच कम्युनिकेशनके लिए REST की आवश्यकता होती है तो CoAP प्रोटोकॉल और फिर हमने XMPP प्रोटोकॉल के बारे में चर्चा की है धन्यवाद